अब मैं एक और सबटॉपिक से

अब हम देखते हैं जैकोबियन है

इसलिए यदि मुझे डेरिवेटिव को नियंत्रित करने के लिए भी कर सकते हैं अब पहले जैकबियन

इसी तरह y 2 एक अन्य फ़ंक्शन का एक संग्रह है अब यहाँ अब देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि y 1 में एक परिवर्तन कैसे पता चलेगा y 1 में एक छोटा परिवर्तन डेल्टा कर सकते हैं उसी सिद्धांत का पालन करते हुए इसलिए मैं यह भी लिख सकता हूं कि आपके y 2 में छोटा परिवर्तन क्या है इसी तरह हम यह भी पता लगा सकते हैं कि एक ही विधि का पालन करके y 6 में कौन सा छोटा परिवर्तन है और वास्तव में सदिश संकेतन का पता लगा सकते हैं अब हम देखते हैं रोबोटिक्स में आगे इस विशेष जैकोबियन मैट्रिक्स this X अब आप दोनों पक्षों को एक छोटे समय से विभाजित किया गया है जो डेल्टा t और छोटा समय डेल्टा t है और सीमा डेल्टा t को 0 पर रखता है और यहाँ आप भी सीमा डेल्टा t को 0 में रखते हैं अब अगर मैं लिमिट डेल्टा t को 0 पर रखता हूं तो परिभाषा के अनुसार इसलिए यह परिभाषा के अलावा और कुछ नहीं है dYdt J dXdt Y J X अब यहां रोबोटिक्स से बदल सकते हैं और यह θ के अलावा कुछ भी नहीं है अब थीटा के रूप में लिखा जा सकता है

अब वी कार्टेशियन वेग V ok ठीक है तो यह विशेष संबंध हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं इसका मतलब है कि हम आपका पता लगा सकते हैं हम कार्टेशियन वेग अब हम इस विशेष J व्युत्क्रम V V के अलावा और कुछ नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि यह विशेष रूप से J के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह विशेष रूप से जे को थीटा के निर्धारक को 0 के बराबर रखना होगा अब वास्तव में हम क्या कर सकते हैं इसलिए इस विशेष J का निर्धारण कैसे किया जाए अब यहाँ मैं स्वतंत्रता सीरियल मैनिपुलेटर की अभिव्यक्ति का पता लगा सकते हैं इसी प्रकार यह Py L1 sin θ1 L2 sin इसलिए इसका कोई योगदान नहीं होगा और यहां मुझे मिल रहा है - एल 2 पाप फिर अपनी आता है Py L1 sin 1 L2 sin यह एक सामान्य अभिव्यक्ति है मैं आंशिक पता लगा सकता हूं P y को डेरिवेटिव तो the 2 के संबंध में P y का पार्शियल डेरिवेटिव आपके theta 2 के संबंध में ठीक है अब हम उन मूल्यों को पार्शियल डेरिवेटिव है इसके अलावा theta 2 माइनस L 2 पाप वास्तव में theta 1 प्लस theta 2 इसी तरह L 1 को theta 1 प्लस L 2 cos ofta 1 और theta 2 और L 2 cos ofta 1 और theta 2 अब यह बात मैंने पहले ही चर्चा की है कि जे उलटा के निर्धारक को बराबर करने जा रहा हूं अब यदि मैं J के निर्धारक को 0 के बराबर करता हूं तो आप जो प्राप्त कर सकते हैं वह आपका है इसलिए बहुत आसानी से आप निर्धारक का पता लगा सकते हैं इस विशेष का निर्धारक बहुत सरल है इसलिए हम क्या है है इसलिए हम गुणा तो यह एक है कि L1 L2 s1c12 L22 s12 c12 L1 L2 s12 c12 L22 s12 c12 तो यह माइनस और प्लस रद्द हो जाता है और अब हम कर रहे हैं हम L 1 L 2 कर रहे हैं अब theta 1 का पाप theta 2 cos theta 1 इसलिए पाप का पाप तो मुझे आपका L1 L2 sin 2 मिलेगा इसलिए मुझे यह विशेष रूप से निर्धारक के रूप में मिल रहा है अब अगर मैं 0 के बराबर डालता हूं अगर मैं डालता हूं तो यह विशेष निर्धारक 0 के बराबर है तो L1 L2 sin to2 के बराबर 0 है लेकिन L 1 L 2 लिंक की लंबाई के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए यह 0 नहीं हो सकता है केवल संभावना है कि आपका s 2 0 के बराबर है अर्थात sin is2 0 के बराबर है अब अगर मैं sinθ2 0 डालता हूं वास्तव में theta 2 के दो समाधान हैं थीटा 2 के लिए दो समाधान हैं एक थीटा 2 है 0 के बराबर एक और थीटा 2 180 डिग्री के बराबर है अब देखते हैं कि इस विशेष रूप से स्वतंत्रता सीरियल मैनिपुलेटर आपका थीटा २ है अब देखते हैं कि क्या होता है अगर मैं थीटा 2 को 0 के बराबर मानता हूं अब अगर मैं मानता हूं कि थीटा 2 0 के बराबर है तो क्या होगा आपका क्या है इसलिए यह थीटा 2 अगर मैं 0 के बराबर है तो यह बिंदु यहाँ आ जाएगा तो लिंक बन जाएगा यह इस पर निर्भर है यह L 1 है और यह L 2 हो जाएगा इसलिए इस विशेष लिंक की कुल लंबाई L 1 प्लस L 2 होगी और जैसे कि इस विशेष बिंदु पर यह बंद है ठीक है अब यह स्वतंत्रता के केवल एक डिग्री वाले एक मैनिपुलेटर की तरह व्यवहार करेगा और लिंक की लंबाई L 1 प्लस L 2 की तरह है क्योंकि थीटा 2 0 पर बंद है यह घूम जाएगा और केवल एक चर होगा एक स्वतंत्रता की डिग्री है कि अपने theta 1 है तो यह वास्तव में पूरी तरह से फैला हुआ स्थिति के रूप में जाना जाता है अब तब आता है अगर मुझे लगता है कि आपका theta 2 180 डिग्री के बराबर है तो यह विशेष बिंदु यहाँ आने वाला है इसलिए मेरा theta 2 यहाँ होगा तो यह मेरा L 1 है यह L 2 है तो मेरे पास एक लिंक होगा जिसकी लंबाई और कुछ नहीं है लेकिन L 1 माइनस L 2 है बशर्ते L 1 L 2 से अधिक हो अब यह एक बार फिर से होने जा रहा है इसलिए यह मेरा L 1 है यह L 2 है जो टिप यहां होगा और इसमें केवल एक आंदोलन होगा जो थीटा 1 है और व्यावहारिक रूप से इसमें केवल एक डिग्री की स्वतंत्रता होगी इसलिए हालांकि यह स्वतंत्रता की दो डिग्री है इसलिए स्वतंत्रता की एक डिग्री खो गई है और इसे इस विशेष मैनिपुलेटर की तह स्थिति के रूप में जाना जाता है तो दोनों स्ट्रेच कंडीशन की स्थिति से आपका मतलब है धन्यवाद